किसी दिए गए प्रिज़्म के लिए न्यूनतम विचलन के कोण का निर्धारण और इस से दिए गए प्रिज्म के अपवर्तनांक का निर्धारण करना आगे मैं एक और प्रयोग पर चर्चा करूंगा मूल रूप से प्रिज्म पर प्रयोग 2 किसी विशेष तरंगदैर्ध्य कहें सोडियम 'D' लाइन के लिए दिए गए प्रिज्म के न्यूनतम विचलन के कोण का मापन यदि आप सोडियम स्रोत का उपयोग करते हैं तो आपको पीला प्रकाश मिलेगा यह बताता है कि यह एक 'D' लाइन है जिसमें विशेष तरंगदैर्ध्य है जिसका तरंगदैर्ध्य 5893Å एक प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन का कोण क्या है जिसे हम प्रायोगिक रूप से पता लगाना चाहेंगे ठीक है अब आपको अपने प्रिज्म को प्रिज़्म टेबल पर रखना होगा कॉलीमटोर से समानांतर किरणें प्रिज़्म पर गिरेंगी जैसा कि आप जानते हैं आपको यह न्यूनतम विचलन की स्थिति प्राप्त होगी जब प्रिज़्म के अंदर यह अपवर्तित किरण प्रिज़्म के आधार के समानांतर होगी प्रिज्म रखने के बाद हमें प्रिज्म को घुमाते हुए आपतन कोण बदलना होगा हम आपतन कोण को बदलेंगे और निर्गत किरणों को देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि यह विचलन है न्यूनतम विचलन का मतलब है यदि यह न्यूनतम विचलन की स्थिति है यदि मैं आपतन कोण को बढ़ाता या घटाता हूं तो यह विचलन इस से अधिक होगा अतः इसका अर्थ है कि ये परावर्तित किरणें निर्गत किरणें हमेशा उच्च या निम्न आपतन कोण के लिए होंगी यह इस तरफ घूमेंगी यह इस तरफ मूव करेंगी जब मैं प्रिज्म को क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो ये इस ओर मूव करेंगी या यदि मैं एंटीक्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो यह इस ओर मूव करेंगी इस स्थिति को हमें पहले पता लगाना होगा यह न्यूनतम विचलन की स्थिति है और फिर न्यूनतम विचलन की स्थिति का पता लगाने के बाद हम यहां टेलीस्कोप रखेंगे और रीडिंग लेंगे यदि वर्नियर 1 और वर्नियर 2 में रीडिंग लेते हैं यदि इस रीडिंग को '𝛉1' कहतें है और फिर हम उस डायरेक्ट रे की रीडिंग लेते हैं टेलीस्कोप को यहाँ रखते हुए तो अगर मैं इस प्रिज्म को प्रिज्म टेबल से नहीं हटाता हूँ तो मुझे डायरेक्ट रे सीधी किरणें नहीं मिल सकती मैं इस प्रिज्म को हटा देता हूं फिर मुझे डायरेक्ट रे की रीडिंग मिलेगी यदि यह थीटा '𝛉2' है तो '𝛉1' और '𝛉2' में अंतर यह है ये न्यूनतम विचलन के कोण होंगे तो पहले फिर से किसी भी प्रयोग के लिए आपको वर्नियर दोनों के लिए स्थिरांक का पता लगाना होगा मैं वही पेज दिखा रहा हूं ठीक है पहले ही मैंने समझाया है हमारे केस के लिए वर्नियर स्थिरांक 20 सेकंड है वर्नियर 1 के लिए तथा वर्नियर 2 के लिए जिसे हमें लिखना होगा फिर हमें न्यूनतम विचलन की स्थिति के लिए डेटा रिकॉर्डिंग करनी होगी सबसे पहले मुझे सेट करना होगा मुझे न्यूनतम विचलन स्थिति प्राप्त करनी होगी मैंने वही प्रिज्म लिया है यह शीर्ष है और यह आधार है जिसका आप यहां से अनुमान लगा सकते हैं यह कॉलीमटोर है आप इस कॉलीमटोर को देख सकते हैं और प्रिज़्म का आधार लगभग समानांतर है आप इस चित्र से केवल अनुमान लगा सकते हैं मैं प्रिज़्म को इस तरह से रखूँगा ठीक है यह आधार कॉलीमटोर या आपतित किरणों के लगभग समानांतर है फिर कॉलीमटोर से समानांतर किरणें अपवर्तित सतह पर गिरेंगी ठीक है अब इसे मैं इस तरह से सेट करूँगा अब यहाँ रखें अब मैं कोण को मुझे करने दें हाँ मुझे उनकी और देखने दें जब मैं निर्गत किरण को देखूंगा आप जानते है कि ये इनके नार्मल लंबवत है और फिर किरणें आ रही हैं यह आपतन कोण है तो यह अंदर होना चाहिए इसलिए यह किरण अंदर आने पर यह इस आधार के समानांतर होगी जब यह न्यूनतम विचलन की स्थिति में और यहां है हमेशा ये जो भी किरणें होती हैं ये आपतित किरणें जब भी अपवर्तित होती है तो ये हमेशा आधार की ओर मुड़ जाती हैं यह मेरा आधार है यह अपवर्तित किरण यह आधार की ओर है मुझे इस कोण में देखना है और न्यूनतम विचलन का पता लगाने की कोशिश करनी है न्यूनतम विचलन नहीं इन अपवर्तित किरणों निर्गत किरणों जिन्हें मुझे घुमाना है यह अभ्यास पर निर्भर करता है आप थोड़ा बहुत जानते हैं मैं इसे देख सकता हूं क्या यह लम्ब है यह सतह जो मैंने घटाई है क्या ऊँचाई ठीक है मुझे नहीं लगता मुझे थोड़ी ऊंचाई बढ़ानी है क्या आप प्रकाश स्विच बंद कर सकते हैं मुझे यह मिल गया है लेकिन मुझे समय लगा मैं क्या करूंगा मैं देखूंगा हां इसलिए मुझे निर्गत किरणें विचलित किरणें मिलीं ये अपवर्तन के बाद की सीधी किरणें हैं मुझे यह किरण विचलित किरण इस दिशा में प्राप्त हो रही है ठीक है लेकिन यह न्यूनतम विचलन की स्थिति नहीं है मुझे इसे सेट करना होगा मुझे क्या करना है मैं सिर्फ आपतन कोण को बदलूंगा यह वापस जा रहा है और अगर मैं दूसरी दिशा बदल रहा हूं तो यह दूसरी दिशा में जा रहा यह वापस आ रहा है मुझे टेलीस्कोप को सेट करना होगा ऐसा लगता है कि यह न्यूनतम है अब अगर मैं इस तरह घुमाता हूं तो यह वापस आ रहा है अगर मैं इस तरह से घुमाता हूं तो यह वापस जा रहा है न्यूनतम विचलन स्थिति मुझे वास्तव में इसको लॉक करना चाहिए और इसका उपयोग करना चाहिए और यह आप इसे भी लॉक कर सकतें है और हम इसका उपयोग कर सकते हैं न्यूनतम विचलन स्थिति का सटीक पता लगाने के लिए आप इस फाइन स्क्रू का उपयोग कर सकते हैं हाँ मुझे लगता है यह न्यूनतम विचलन की स्थिति है यदि मैं कोण को बदल देता हूं या तो आपतन कोण को बढ़ाता हूं या आपतन कोण को कम करता हूं हर समय जब ये अपवर्तित किरणें बाहर निकलती हैं तो ये किरणें इस दिशा में बढ़ रही होती हैं मैं टेलीस्कोप को न्यूनतम विचलन स्थिति पर सेट करता हूं फिर इस स्थिति में मुझे डेटा को नोट करना लिखना होता है फिर से न्यूनतम विचलन के लिए ये डेटा वर्नियर संख्या वर्नियर 1 वर्नियर 2 के लिए फिर से आम तौर पर हम प्रत्येक केस के लिए तीन ऑब्जरवेशन लेते हैं जैसे पहले मैंने आपको दिखाया है वर्नियर 1 और यह वर्नियर 2 है ठीक है ऑब्जरवेशन 1 यहाँ क्या रीडिंग है आपको मेन स्केल रीडिंग वर्नियर स्केल रीडिंग लिख लेनी चाहिए और उसके बाद टोटल का पता लगाना चाहिए फिर वर्नियर 2 से रीडिंग लें ऑब्जरवेशन 1 फिर आप इसे पुनः न्यूनतम विचलन की स्थिति के लिए एडजस्ट करने का प्रयास करें और चेक करें और फिर स्वेच्छा से हम फिर से रीडिंग लेंगे फिर से न्यूनतम विचलन की स्थिति सेट करें रीडिंग लें वर्नियर 1 से रीडिंग का दूसरा सेट वर्नियर 2 से रीडिंग का दूसरा सेट ठीक है इसी तरह रीडिंग का तीसरा सेट ले सकते हैं यह रीडिंग लेने की प्रक्रिया है रीडिंग लेना मुश्किल नहीं है अब मुझे टेलीस्कोप की सीधी स्थिति में रीडिंग लेनी चाहिए अब मुझे क्या करना है मैं यहां से प्रिज्म हटाऊँगा मुझे इस वर्नियर स्केल को हिलने नहीं देना मैं इसे प्रिज्म टेबल को कस कर रखता हूं केवल मैं इस टेलीस्कोप को ढीला छोड़ देता हूँ और इसे सावधानी से घुमाऊंगा यह नहीं होना चाहिए और किसी को भी इसे नहीं घुमाना चाहिए सावधानी से और डायरेक्ट पोजीशन में आ जाएँ हां मैंने इसे कस दिया है और फाइन स्क्रू का उपयोग कर इसे क्रॉस वायर से सम्पाती कराएं अब यह स्थिति है और इस स्थिति के लिए डायरेक्ट पोजीशन के लिए फिर से आप वर्नियर 1 और वर्नियर 2 से रीडिंग लेते हैं सेट 1 की रीडिंग को नोट करते हैं और फिर आप पुनः स्वेच्छा से एडजस्ट करते हैं आप पुनः इस डायरेक्ट पोजीशन पर सेट करते हैं दूसरे सेट के लिए त्रुटि को कम करने के लिए सेट करते हैं दूसरा सेट फिर तीसरा सेट सेट करते हैं फिर से इन 2 का अंतर ले लें यह डायरेक्ट है और यह डेविएटेड थी और यह विचलन यह न्यूनतम विचलन था मेरे पास दो रीडिंग हैं अब अगर मैं इन 2 रीडिंग का अंतर लेता हूं तो मुझे यह न्यूनतम विचलन कोण मिलेगा '𝛉1' और '𝛉2' का अंतर लें मुझे एक डेटा मिलेगा दूसरा रीडिंग तीसरा फिर मुझे यह 6 रीडिंग मिलेंगी और पुनः इनमें केवल सेकण्ड्स या मिनटों में अंतर होगा आपको यह चेक करना चाहिए और फिर इन 6 डेटा का औसत लें यह आपकी न्यूनतम विचलन स्थिति होगी इस तरह से किसी विशेष तरंगदैर्ध्य के लिए प्रिज्म के न्यूनतम विचलन को माप सकते हैं अब तीसरा प्रयोग प्रकाश की एक विशिष्ट तरंगदैर्ध्य के लिए दिए गए प्रिज्म के मटेरियल के अपवर्तनांक का निर्धारण कार्य सूत्र 𝛍 अपवर्तनांक 𝛍sinA𝛅m2sinA2 यह इस प्रयोग के लिए कार्य सूत्र है अपवर्तनांक ज्ञात करें अब अपवर्तनांक प्राप्त करने के लिए मुझे क्या जानना है मुझे प्रिज्म के कोण को जानना होगा और मुझे प्रिज्म के न्यूनतम विचलन को भी जानना होगा प्रिज्म का कोण प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर नहीं करता है लेकिन न्यूनतम विचलन न्यूनतम विचलन का कोण यह तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है यही कारण है कि इस '𝛍' अपवर्तनांक या 'm' पहले मैंने 'n' का उपयोग किया है यहाँ भी आप 'n' का उपयोग कर सकते हैं वैसे मैंने यहाँ '𝛍' का उपयोग किया है यह अपवर्तनांक तरंगदैर्ध्य का एक फलन है यही कारण है कि हमने प्रकाश की एक विशेष तरंगदैर्ध्य के लिए लिखा है इस केस में सोडियम 'D1' लाइन और तरंगदैर्ध्य हमें ज्ञात है इस तरंग दैर्ध्य के लिए अपवर्तनांक क्या है ठीक है यह कार्य सूत्र है प्रायोगिक रूप से हमें प्रिज्म के कोण और न्यूनतम विचलन के कोण को मापना है ठीक है प्रयोग 1 से 'A' को मापें यह प्रयोग हमने पहले ही कर लिया है आपके पास डेटा है या इसे करें प्रयोग 2 से न्यूनतम विचलन के न्यूनतम कोण को मापें जिसकी मैंने अभी व्याख्या की है ठीक है फिर इसका उपयोग '𝛍' की गणना करने के लिए करें यही आपका अपवर्तनांक होगा अब त्रुटि गणना क्योंकि यहां हम रेडीमेड सूत्र का उपयोग कार्यकारी सूत्र की तरह कर रहे हैं त्रुटि क्या है सबसे संभावित त्रुटि प्रतिशत त्रुटि की गणना आपको करनी चाहिए यहाँ '𝛍' बराबर है 𝛅𝛍𝛍 के यह आप जानते हैं यदि आप दोनों तरफ का लघुगणक लें तो log𝛍 बराबर है इसके log और इसके log के योग के फिर इसके log का अवकलन करते है अर्थात डेल𝛍 𝛍 और इसके log का मतलब1 बाई ये और ये और यह इसका अवकलन ठीक है 1 बाई ये और ये और यह इसका अवकलन यह cot होगा यह cotAdelm2 होगा अब इस भाग के लिए delA2deldelm2ठीक है प्लस ये भाग 1sin A2डेल ऑफ़ दिस मतलबcosA2यह cotA2है इस भागdelA2के लिए यह डेल𝛍 𝛍बराबर है इसके 'A' और डेल m का मान हमें ज्ञात है अब डेल A क्या है और डेल डेल m क्या है यह आपको पता है इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है याद कीजिए कि जब हमने इस प्रिज्म के कोण को मापा था हमने 2 रीडिंग '𝛉1' और '𝛉2' ली थी '𝛉1' और '𝛉2' का अंतर लिया था यह '2A' 2A थीटा 2 थीटा 1 2डेलA डेल थीटा 2 प्लस डेल थीटा 1 अर्थात 2डेल𝛉 क्योंकि दोनों केस के लिए लीस्ट काउंट समान थी डेलAडेल थीटा बराबर है 1 वर्नियर स्थिरांक के वर्नियर स्थिरांक क्या है रेडियन में हाँ आपको रेडियन में उपयोग करना है इसी तरह 𝛅m के लिए 𝛅m भी हम फिर से कैसे प्राप्त करेंगे हमने दो रीडिंग '𝛉1' और '𝛉2' ली थी '𝛉1' और '𝛉2' का अंतर डेल डेलmडेल थीटा 1डेलथीटा 2 अर्थात 2डेल थीटा डेल डेलm वर्नियर स्थिरांक लीस्ट काउंट के दुगने के बराबर है जबकि 'A' के लिए यह वर्नियर स्थिरांक के एक बार के बराबर है क्यों इसे मैं यहाँ समझाता हूँ डेलA और डेलडेलm आपको पता है और दूसरा 'A'और डेलm आपको पता है यहां रखिये आपको मिलेगा डेल म्यू बाई म्यू गुणा100 यह आपको प्रतिशत त्रुटि देगा ठीक है तो अब तक हमने जो भी चर्चा की है प्रिज्म के कोण को कैसे मापें न्यूनतम विचलन के कोण को कैसे मापें और फिर हम निश्चित रूप से प्रकाश की एक विशेष तरंगदैर्ध्य के लिए प्रिज़्म के मटेरियल के अपवर्तनांक की गणना कर सकते हैं मुझे लगता है कि मैं यहां रुकूंगा आपके ध्यान देने के लिए धन्यवाद